आइए हम यह देखने का प्रयास करें कि क्या हम सीधे तीन चरण प्रणाली के संतुलित प्रणाली की प्रतिक्रियाशील शक्ति को माप सकते हैं मैं यहा संतुलित प्रणाली की बात कर रहा हूं तो हम कहते हैं कि हम यहा तीन चरण संतुलित प्रणालीमें प्रतिक्रियाशील शक्ति को मापना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि यहा मेरे पास इस तरह के तीन चरण कंडक्टर और तीन चरण लोड है यहा वास्तव में ये नहीं दिखा रहा हूं कि यह डेल्टा कनेक्टेड है या स्टार कनेक्टेड हुआ है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहा पर मेरे पास थ्री फेज लोड है अगर मैं किसी वॉटमीटर को इस तरह से जोड़ता हूं तो हम प्रतिक्रियाशील शक्ति को मापने में सक्षम होंगे आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि क्या यह वास्तव में सच है या नहीं अगर मैं एक वॉटमीटर को इस तरह जोड़ता हूं तो यहां एक तरफ मेरा करंट कॉइल है और दूसरी तरफ मेरा पोटेनशीयल कॉइल है तो मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि मुझे कुछ इस तरह दिखाना चाहिए था यह जो लोड पर जा रहा है यह श्रृंखला में आएगा और वापस लोड पर जाएगा तो यहा A B और तीसरा चरण C है जहा पर सीधे लोड पर जा रहा है और यहां मेरा पोटेनशीयल कॉइल है तो यह मेरा वॉटमीटर है जिसे में इस रूप में दिखा रहा हूं This is my wattmeter इसलिए मैं इसे M और L के रूप में दिखा रहा हूं और यहा एक सामान्य बिंदु है इसलिए इसे आम माना जाता है लेकिन मैंने इसे आम नहीं बनाया है कृपया ध्यान दें कि यहा V है अगर मेरे A B और C चरण यहाँ है और उन सभी चरण के करंट यहाँ कहीं है इसलिए मैं इसे IA IB और IC के रूप में दिखा रहा हूं और ये निश्चित रूप से VA VB और VC हैं मुझे पावर फैक्टर एंगल लेने दीजिए कृपया ध्यान दें यह एक लैगिंग पावर फैक्टर कोण है तो यहा मेरे पास पावर फैक्टर कोण के रूप में कुछ phi है मैं अपने वोल्टेज कॉइल या पोटेनशीयल कॉइल पर जो लागू कर रहा हूं वो VBC है इसलिए मुझे अनिवार्य रूप से इस c को लिखना चाहिए अगर में इसे दूसरी तरफ ले जाऊ तो ये है इसलिए मैं इसे VBC के रूप में लिख सकता हूं इसलिए यहा मैंने पोटेनशीयल कोइल पर VBC लागू किया जबकि IA वह करंट है जो करंट कॉइल से होकर बह रहा है मुझे आशा है की तुम समझ गए होगे की यह स्पष्ट रूप से 900 है इसलिए यहा पर मेरे पास IA और VBC के बीच का कोणीय अंतर 900 - ϕ वॉटमीटर का अनिवार्य रूप से रीडिंग निकालने के लिए में VBC x IA x 900 - ϕ करूंगा अगर में इसको W1 कहता हुं तो W1 VBR I A cos900 - ϕ इसलिए मैं इसे VL IL sin ϕ लिख सकता हूं इसलिए जो मुझे मिलता है वह वास्तव में प्रतिक्रियाशील शक्ति नहीं है यह बार प्रतिक्रियात्मक शक्ति है इसलिए मुझे वॉटमीटर रीडिंग से जो भी संख्या मिलती है मुझे उसे गुणा करना होगा तब मुझे सिस्टम की समग्र प्रतिक्रियाशील शक्ति मिलेगी मैं चाहता हूं कि आप लोग यह सत्यापित करें कि क्या यह लेडिंग लोड तथा ये भी सत्यापित करें कि क्या यह स्टार कनेक्टेड के साथ साथ डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए भी काम करता है की नहीं हालांकि मैंने उसको एक ब्लैक बॉक्स के रूप में दिखाया है मैंने यहा IA को IL ले लिया है कृपया इसे एक बार देखें बस इतना ही कहूंगा Okay मैं इसे आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं कृपया यह जांचें कि क्या आप लेडिंग लोड के लिए एक ही तरह की अभिव्यक्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं दूसरा स्टार के साथ साथ एक डेल्टा कनेक्शन है इसलिए जब तक हम तीन चरण ट्रांसफार्मर और तीन चरण प्रेरण मोटर पर नहीं जाते हैं तब तक हम तीन चरण को फिर से नहीं करेंगे अगला विषय जिसे हम उद्यम करने जा रहे हैं वह है चुंबकीय सर्किट चुंबकीय सर्किट के बारे में अध्ययन करने के लिए क्या आवश्यक है वास्तव में विद्युत मशीन का अनुप्रयोग बड़ी संख्या में होने के कारण हम अध्ययन कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत है आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मशीनें नहीं हैं तो हम कोई भी प्रकार की बिजली नहीं ला पाएंगे और आप ये भी जानते हैं कि बिजली उतनी ही आवश्यक जितना कि सांस लेना बिजली के बिना हम सभी पूरी तरह से बिना किसी चीज के हो जाएंगे यहां तक कि कुछ दिनों के लिए भी अगर आपका मोबाइल काम नहीं करता है तो यह एक बड़ी समस्या है सुनिश्चित रूप से आपको चार्जिंग के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है यहां तक कि आपकी बैटरी भी अप्रत्यक्ष रूप से एक बिजली ही हैं हो सकता है कि आप चार्ज करने के लिए आप अपने मोबाइल चार्जर का उपयोग करके चार्ज करते हे जो निश्चित रूप से ग्रिड से आ रहा है इसी तरह हमारे दिन के कई काम आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ रहे हैं फिर हम मूल रूप से उन मोटरों को जानते हैं जो पानी पंप करने में उपयोग किए जाते हैं आपको आरओ सिस्टम के बारे में पता है वहाँ फिर से आप पानी के पंप का उपयोग करते हैं यदि आप मिक्सर ग्राइंडर को देखते और जानते हैं तो आपको मालूम होगा की मोटर के बिना यह काम नहीं करेगा लॉन घास काटने की मशीन में भी मोटर है पंखा एसी जो भी आप नाम लो हर जगह आपके पास मोटरें हैं पेपर मिल्स टेक्सटाइल मिल्स प्रिंटिंग प्रेस कोई भी चीनी मिल सीमेंट मिल आप जो भी बात करते हैं उन सभी उद्योगों के पास है इसलिए मशीनें निश्चित रूप से हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं इसलिए हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे काम करता है और क्या हम इसकी किसी भी प्रकार से कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं या हम कुछ ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं इन सभी चीजों को हम अनुसंधान क्षेत्रों में देखते हैं जो इससे गठबंधित हैं या जो मशीनों से जुड़े हैं यदि आप अधिकांश मशीनों को देखते हैं तो वे सभी फेरोमैग्नेटिक सामग्री से बने होते हैं यह गैर चुंबकीय सामग्री की तुलना में बहुत अधिक चुंबकीय शक्ति देता है एक चुंबकीय सामग्री मेंयदि में 1 A का करंट लकड़ी के टुकड़ों के आसपास के घाव के कोइल पर लागू करता हुं मुझे फ्लक्स डेन्सिटी या फ्लक्स के रूप में शायद X मिलेगा जबकि अगर मैं एक कॉइल को वाइंड कर रहा हूं और इस कॉइल में 1 एम्पीयर का करंट फिर से पास कर रहा हूं जो लोहे के कोर के आसपास घाव कर रहा है जो मुझे लकड़ी के मामले में जो मिला है उससे 1000 गुना या 4000 गुना ज्यादा हो सकता है इसलिए यदि मेरे पास उच्च चुंबकीय क्षेत्र है तो जाहिर है कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जामें रूपांतरण जो कि मोटर या यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा रूपांतरण के मामले में होता है जो जनरेटर के मामले में होता है यह मीडिया के माध्यम से चुंबकीय होता है इसलिए अगर मेरे पास बड़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है तो इस रूपांतरण की दक्षता उस तरह के फेरोमैग्नेटिक सामग्री के बिना जो मैंने प्राप्त की है उसकी तुलना में कहीं बेहतर होगी इसलिए मैं देख रहा हूं कि मोटर के मामले में कितना टॉर्क पैदा होता है या कितनी बिजली का उत्पादन होता है जनरेटर के मामले में इलेक्ट्रिकल पावर का उत्पादन होता है मैं यह कह पाऊंगा कि अगर मैंने मशीन को लकड़ी या गैर चुंबकीय सामग्री से बनाया हो तो प्रति इकाई मात्रा में टॉर्क निश्चित रूप से एक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल से बनी मशीन की तुलना में अधिक होगा इसलिए हम हमेशा यह देखते हैं कि जब मैं करंट लगाता हूं तो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल कैसा व्यवहार करता है और जब मैं एक करंट लगाता हूं तो किस तरह के फ्लक्स का उत्पादन होता है यह मशीन से कैसे गुजरता है किस हिस्से में यात्रा करता है और इसी तरह आगे भी हम इसका विश्लेषण करना चाहेंगे और यही हम चुंबकीय सर्किट में करने जा रहे हैं इसलिए चुंबकीय सर्किट अनिवार्य रूप से चुंबकीय कामकाज या फेरोमैग्नेटिक सामग्री के विद्युत चुम्बकीय व्यवहार का विश्लेषण करने की नींव रखते हैं यही हम इस विशेष खंड में देखने जा रहे हैं यदि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को देखते हैं तो मे इसके दो भाग करने वाला हूँ एक स्टेटर है दूसरा एक रोटर है आप सभी विद्युत ऊर्जा रूपांतरण के मूल सिद्धांत को जानते हैं मुझे यकीन है कि आप लोगों ने फैराडे के प्रेरण के कानून Faraday's law of induction के बारे में अध्ययन किया है जहां अगर मेरे प्रवाह में भिन्नता है तो प्रवाह के परिवर्तन के दर को घुमावों की संख्या से गुणा किया जाता है वह वास्तव में EMF से प्रेरित होते है तो वास्तव में मुझे किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में प्रेरित EMF दे रहा है तो मेरे पास एक निरंतर प्रवाह है लेकिन मैं बस एक कंडक्टर को स्थानांतरित कर सकता हूं यदि मैं एक कंडक्टर को स्थानांतरित करता हूं तो कंडक्टर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र का सामना करेगा तो मैं इसे बिजली उत्पन्न करने के लिए कर सकता हूं या मेरे पास बस एक स्थिर कंडक्टर है लेकिन मैं एक संभवतः वैकल्पिक करंट के साथ प्रदान करने जा रहा हूं जैसे मैं एक ट्रांसफार्मर में करता हूं यह मुझे प्रेरित EMF देगा लेकिन यह मुझे विद्युत ऊर्जा रूपांतरण के लिए यांत्रिक ऊर्जा देने वाला नहीं है मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं प्रत्यावर्ती धारा के रूप में बिजली प्रदान कर रहा हूं और मैं प्रत्यावर्ती धारा के रूप में अंततः बिजली भी काट रहा हूं इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मर के मामले में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल ऊर्जा रूपांतरण नहीं कर रहा हूं जबकि एक घूर्णन मशीन में हमेशा के लिए शायद चुंबकत्व का एक निरंतर मूल्य है और फिर मैं एक कंडक्टर को स्थानांतरित करने जा रहा हूं और मैं ये एक कंडक्टर को ले जा रहा हूं जो स्थिर है और फिर एक चुंबकीय ध्रुव को लगातार घुमाएं तब यह बिजली को प्रेरित करेगा इसलिए मुझे इस उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की आवश्यकता है एक यह है कि मेरे पास कंडक्टरों का एक समूह होना चाहिए जिसमें बिजली प्रेरित होगी और दूसरी बात यह है कि मुझे एक चुंबकत्व उत्पादन प्रणाली की आवश्यकता होगी जिसे हम क्षेत्र प्रणाली कहते हैं इसलिए हमारे पास बिजली की मशीन में 2 भाग हैं एक स्टेटर और एक रोटर हैं जहां वे समायोजित हो सकते हैं एक समायोजित करने वाला क्षेत्र होगा जो चुंबकत्व का उत्पादन करेगा दूसरा एक कंडक्टर का गुच्छा समायोजित कर सकता है जिसमें बिजली का उत्पादन होता है जिसे हम कहते हैं कवच मेरे पास स्टेटर हाउसिंग फील्ड और रोटर हाउसिंग आर्मेचर हो सकता है या मेरे पास इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है मेरे पास स्टेटर हाउसिंग आर्मेचर और रोटर हाउसिंग फील्ड हो सकती है किसी भी तरह से संभव है वास्तव में डिजाइन की सुविधा के आधार पर हम इसे एक तरह से या दूसरे तरीके से करते हैं लेकिन किसी भी तरह से यह काम करेगा समस्या नहीं है और जब मेरे पास स्टेटर और रोटर है मैं निश्चित रूप से बाहरी परिधि के रूप में स्टेटर रखूँगा यह हमेशा सच नहीं होगा पंखे इलेक्ट्रिक वाहन जैसे कुछ में आंतरिक परिधि पर स्टेटर होगा और बाहरी परिधि पर रोटर भी होगा जैसे कुछ तंत्र हैं लेकिन आम तौर पर जो कुछ हम प्रयोगशालाओं में देखते हैं उद्योगों में देखते हैं उसमें आमतौर पर स्टेटर बाहरी परिधि है और रोटर आंतरिक परिधि में होता है तो मैं अंदर कहीं रोटर रखने जा रहा हूं इसलिए मैं इसे रोटर कहता हूं और यह मेरा स्टेटर बनेगा कृपया ध्यान दें कि रोटर उसके नाम के आधारित है क्योंकि यह घूमने वाला है और यह तब तक नहीं घूम सकता जब तक कि स्टेटर और रोटर के बीच एक हवा का अंतर न हो इसलिए मुझे यह पसंद है या नहीं किसी भी घूर्णन मशीन में मुझे स्टेटर और रोटर के बीच हवा का अंतर रखना होगा जबकि कि एक ट्रांसफार्मर में अनुपस्थित है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं घूम रहा है इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक के बीच कोई हवाई अंतर नहीं है प्राथमिक को स्टेटर और माध्यमिक को रोटर के बराबर आप कह सकते हैं या फिर इसके विपरीत के बराबर तो आपके पास दो स्वतंत्र वाइंडिंग भी हैं इसलिए अगर मेरे पास हवा का अंतर है तो स्पष्ट रूप से यह चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के साथ साथ फेरोमैग्नेटिक सामग्री को फैलने नहीं देगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आमतौर पर पारगम्यता नाम की कोई चीज होती है जो उनके लिए बहुत उच्च मूल्य है यह एक भौतिक संपत्ति है और यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बहुत आसानी से गुजरने देता है जबकि गैर चुंबकीय सामग्री जैसे हवा या लकड़ी या उनमें से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को इतनी आसानी से गुजरने की अनुमति नहीं देगा जिसका अर्थ है कि मेरे स्टेटर के कोयले में चुंबकत्व का उत्पादन होना चाहिए और अंत में मुझे यहाँ के कंडक्टरों में बिजली पैदा होनी चाहिए शायद ये सभी डॉट और चिह्न इसके उदाहरण हैं इसलिए मैं रोटर कंडक्टरों में बिजली उत्प्रेरण कर रहा हूं फ्लक्स को स्टेटर से रोटर कंडक्टर के माध्यम से प्रवाह करना पड़ता है और फिर इस पथ को पूरा करना होता है तो इसका मतलब है कि इसे जरूरी रूप से हवा से गुजरना होगा जब हमारे पास दोनों लोहे के साथ साथ हवा के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं तो हम उसे एक संयुक्त पथ कहते है और जब हम चुंबकीय सर्किट के बारे में बात करते हैं चुंबकीय सर्किट को चुंबकीय क्षेत्र लाइनों द्वारा बंद मार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फ्लक्स पथ के समान हैं जो हम दिखा रहे हैं इसलिए चुंबकीय सर्किट को अनिवार्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र लाइनों द्वारा बंद मार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है कृपया ध्यान दें कि जैसे खुले सर्किट में करंट कैसे नहीं बह सकता है वैसे ही यह भी हमेशा एक बंद पथ होता है आपके पास एक पूरा रास्ता होगा जो मूल रूप से एक पूर्ण बंद सर्किट होगा तो इस मामले में मैं आपको कहूंगा कि शायद चुंबकीय क्षेत्र रेखा इन कंडक्टरों के माध्यम से होकर रोटर से गुजरती है और इस तरह खुद को पूरा करती है यह मूल रूप से चुंबकीय सर्किट पथ हो सकता है इसलिए मैं वास्तव में एयर गैप के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र लाइनों को पारित करने जा रहा हूं इसका मतलब है कि मुझे इसे एयर गैप के माध्यम से बलपूर्वक धक्का देना होगा जिसका मतलब है कि मुझे इस मामले में ट्रांसफॉर्मर की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र की उच्च शक्ति का उत्पादन करने की अधिक आवश्यकता होगी ट्रांसफार्मर में कोई हवा नहीं होती है कोई हवा का अंतराल नहीं होता है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लाइनों को हवा के अंतराल के माध्यम से धकेलने का यह कठिन काम नहीं करना पड़ता है जबकि एक विद्युत घूर्णन मशीन के मामले में वायु अंतराल के माध्यम से धक्का देना पड़ता है जिसका अर्थ है कि मुझे आम तौर पर अधिक प्रवाह ताकत की आवश्यकता होगी एक विद्युत परिपथ की तरह जैसे हम कहते हैं कि ईएमएफ या वोल्टेज वर्तमान प्रवाह का कारण बनता है बस उसी तरह एक चुंबकीय सर्किट में मैं कह सकता हूं की एमएमएफ प्रवाह का कारण बनता है MMF के कारण फ्लक्स स्थापित होता है एमएमएफ से हमारा मतलब है की अगर मैं एक कॉइल के माध्यम से करंट पास कर रहा हूं आइए एक उदाहरण लेते हैं मेरे पास इस तरह की एक अंगूठी है और मैं कंडक्टर को इस तरह से वाइन्ड कर रहा हूं तो यह सिर्फ इस तरह चारों ओर वाइन्ड किया है मैं बस कुछ मोड़ दिखाऊंगा और फिर यहां से बाहर आ रहा है इसलिए मुझे यह दिखाना चाहिए कि यहां से यह फिर से बाहर हो रहा है इसलिए अगर मेरे पास इस तरह के कई मोड़ हैं तो आप सभी अंगूठे का नियम मूल रूप जानते हैं कि अगर मेरा करंट शायद इस दिशा में है तो मेरी उंगली फ्लक्स लाइनों की दिशा दिखाती है इसलिए अगर मैं उदाहरण लेके दिखाऊ तो करंट इस दिशा में बह रहा है और मुझे दिखाना चाहिए कि फ्लक्स लाइनें मूल रूप से उस दूसरी दिशा में होंगी तो यह प्रवाह रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जबकि वह करंट की दिशा है उसी तरह से यहाँ में यह भी कहने के लिए सक्षम हुं की अगर मेरा करंट इस तरह से बह रहा है तो फ्लक्स लाइनों इस विशेष दिशा में उत्पन्न होगी वह स्पष्ट रूप से एक बंद रास्ता होगा इसलिए मुझे इसे पूरा करना होगा मैं इसे आधे रास्ते से नहीं छोड़ सकता तो यह है कि यह कैसे है यह एक सर्कल होना चाहिए मैं इसे अलग तरीके से दिखा रहा हूं लेकिन यह अनिवार्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो कि इसके उत्पादन का तरीका है अब अगर मैं यह कहू कि फ्लक्स पथ के साथ करंट कितनी बार लिंक किया जा रहा है तो मुझे कहना चाहिए यह यहाँ अनेक बार करंट का सामना कर रहा है तो यह वास्तव में 5 बार प्रवाह पथ के साथ करंट का सामना कर रहा है इसलिए यदि मैं इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के रूप में कहता हूं तो कितनी बार चुंबकीय क्षेत्र रेखा करंट का सामना कर रही है जिसे वास्तव में MMF के रूप में जाना जाता है यह वह MMF उत्पाद है जो करंट और करंट परिमाण द्वारा गुणा किया गया है एक अर्थ में मैं सीधे तौर पर इस बात को सहसंबद्ध कर सकता हूं कि इसमे कितने मोड़ आए और कितनी बार वाउंड हुआ है इसलिए करंट परिमाण द्वारा गुणा किए जाने वाले परिवर्तनों को आमतौर पर MMF के रूप में जाना जाता है इसलिए इस विशेष मामले में मैं इसे सीधे NI के रूप में लिख सकता हूं इसे एम्पीयर लॉ द्वारा भी सहसंबद्ध किया जा सकता है क्योंकि एम्पीयर लॉ अनिवार्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है बंद पथ के साथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिन्न कुल उस समोच्च के बराबर होगा इसलिए मुझे इस मामले कह शकता हुं कि यह त्रिज्या R है तो मैं कह सकता हूं कि मूल रूप से 2πR x H जहाँ 2πR चुंबकीय पथ की लंबाई है और H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो इन दोनों के द्वारा गुणा किए जाने की संख्या और मोड़ की संख्या I के बराबर होनी चाहिए वास्तव में एम्पीयर लॉ कहता है की ∮Hdl यह बात हमने अब एकीकृत करने और सभी धाराओं को जोड़ने के बाद लिखी है बंद पथ या बंद समोच्च को कितनी बार उसी धारा के साथ जोड़ा जा रहा है यही हमने लिखा है इसलिए अगर हमारे पास NI का MMF है या यदि मैं I का करंट पास करता हूं और यदि मेरे पास केवल एक मोड़ है तो मैं निश्चित रूप से MMF की कम मात्रा रखने वाला हूं यदि मेरे पास 10 मोड़ हैं तो निश्चित रूप से मैं अधिक मात्रा में MMF लेने जा रहा हूं अब अगर मैं कहता हूं कि मैं केवल अनंत लंबाई का एक प्रवाह ले जाने वाला कंडक्टर ले रहा हूं और हम कहें कि यह 1A का प्रवाह ले रहा है और मैं देख रहा हूं कि 1 मीटर की दूरी पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है कृपया याद रखें तो मैं यहा यह लिखने में सक्षम हुं की यदि यह केवल एक कंडक्टर है तो यह केवल एक मोड़ के रूप में अच्छा है उसका सामना केवल एक बार हो रहा है तो यह एक मोड़ के रूप में अच्छा है इसलिए मुझे यह लिखने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ भी करंट है वह है और I 1 है और R भी 1 है इसलिए मैं इसे लिखने में सक्षम हूँ और मुझे इसे Amp m लिखना चाहिए था यह वही है जो मेरे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किसी भी चीज से अनुभव करता है जिसे उस अनंत लंबे कंडक्टर से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है मैं यह मान रहा हूं कि कंडक्टर का वापसी मार्ग बहुत दूर है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस बताएं हुए बिंदु पर मैं एक और कंडक्टर C रखने जा रहा हूं और बता दूं कि कंडक्टर 1 A का प्रवाह कर रहा है उस व्यक्तिगत कंडक्टर द्वारा अनुभव किया गया बल क्या है मैं सबसे पहले यही चाहता हूं तो एक कंडक्टर C द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल करंट प्रति यूनिट लंबाई का 1 A ले जाता है मैं इसे C की प्रति यूनिट लंबाई की गणना करना चाहता हूं मूल रूप से Bil होगा जिसे आप सामान्य रूप से लिखते हैं यहां मैं इकाई लंबाई के बारे में बात कर रहा हूं मुझे B के बारे में नहीं पता है उसकी मुझे गणना करनी होगी I एक 1 A है L 1 मीटर है क्योंकि मैं प्रति यूनिट लंबाई गणना कर रहा हूं तो यह अनिवार्य रूप से B न्यूटन होगा लेकिन SI इकाइयों में यदि आप एम्पीयर की परिभाषा को देखते हैं तो यह कहेंगे कि एम्पीयर एक करंट है जिसे निर्वात में रखे गए 2 अनंत लम्बे संवाहकों द्वारा किया जाता है यदि उनके बीच 2 x 10 7 N बल है और यदि वे 1 मीटर अलग हैं तो बल की गणना प्रति मीटर लंबाई के आधार पर की जाती है SI इकाइयों के एम्पीयर को इसी तरह परिभाषित किया गया है तो उस परिभाषा से हम कह सकते हैं कि यह 2 x 10 7 N के बराबर होना चाहिए क्योंकि हमने शुरू में बहुत लंबा कंडक्टर लिया है तो हमने दूसरा कंडक्टर रखा है जो 1 एम्पियर का करंट भी ले जा रहा है और हमने उन्हें 1 मीटर के अंतर तक अलग रखा है इसलिए मुझे कहना चाहिए कि यह वह बल है जो हमें इन 2 कंडक्टरों के बीच मिल रहा है लेकिन हमारा एक रिश्ता B μH है अगर आप याद कर सकते हैं H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कारण है और B प्रभाव है दोनों पारगम्यता नामक एक भौतिक संपत्ति से संबंधित हैं जो म्यू μ है और हमने मूल रूप से एक कंडक्टर को संभवतः हवा या वैक्यूम या जो भी हो उसमे में रखा है और जिस क्षण हम कहते हैं कि बल 2 x 10 7 N है हमें यह मान लेना होगा कि यह संभवतः गैर चुंबकीय सामग्री में रखा गया है SI इकाइयों में एम्पीयर को परिभाषित किया जाता है तो मुझे इस से कहना चाहिए कि ये 2 x 10 7 है जो के बराबर है मैं केवल उन मूल्यों का प्रतिस्थापन कर रहा हूं जो हमें मिले जिनसे मुझे μ० 4 x 10 7 कहने में सक्षम होना चाहिए हमें इसके लिए इकाइयों के साथ आना होगा आइए हम इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि इकाइयाँ क्या हैं अब यह मूल रूप से मुक्त स्थान या हवा या गैर चुंबकीय सामग्री की पारगम्यता के रूप में जाना जाता है तो यह आपके सभी चुंबकीय सर्किट गणनाओं में बार बार उपयोग किया जाएगा इसलिए हम अनिवार्य रूप से लगातार इस चुंबकीय सर्किट गणना म्यू μ के मुठभेड़ करने में कर रहे हैं और हम इसे सामान्य रूप से म्यू शून्य कहते हैं यह दर्शाता है कि यह हवा या मुक्त स्थान की पारगम्यता है जब भी हम किसी अन्य को देख रहे हैं तो आप चुंबकीय सामग्री को जानते हैं एक चुंबकीय सामग्री की वास्तविक पारगम्यता μ μ0μr होने जा रहे हैं जहां μr सापेक्ष पारगम्यता के रूप में जाना जाता है और सापेक्ष पारगम्यता आमतौर पर होने वाली है आप जानते हैं सैकड़ों से लेकर कुछ हजारों तक मैं किस तरह की सामग्री को देख रहा हूं इस बात पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए सिलिकॉन स्टील और स्टील पर यह लगभग 3500 से 4500 होगा ट्रांसफार्मर में जो भी हम उपयोग करते हैं उनमें से कई स्टील और सिलिकॉन स्टील के लिए इस μr मूल्य का लगभग 3500 से 4500 होगा अब हम μ के इकाई को लाने का प्रयास करते हैं तो आइए हम इस इकाई को देखने का प्रयास करें हमने कहा कि B प्रवाह घनत्व है जिसका अर्थ है कि या तो इसे टेस्ला या फिर Wbm2 में व्यक्त किया जाना चाहिए और यह H मूल रूप से AmpTurn m होगा क्योंकि हमने लिखा था यदि वास्तव में आप H की गणना पर गौर करते हैं तो मालूम होगा की हमने क्या किया है हमने किया है इसलिए हमें इसे एम्पीयर टर्न के रूप में लिखना चाहिए मोड़ का कोई आयाम नहीं है तो हमें इसे एम्पीयर प्रति मीटर के रूप में लिखेंगे तो मैं वास्तव में इस μ इकाई को के रूप में लिख सकते हैं इसलिए में इसे के रूप में लिख सकता हूँ पूरी बात हरकत में आती है मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से भी देख सकता हूं मैं कह सकता हूं कि अगर मैं देखता हूँ तो यह फैराडे के नियम के रूप में व्यक्त किया गया एक ज्ञात संबंध है लेकिन जब हम इसे विद्युत परिपथ के संदर्भ में देखते हैं क्योंकि हम हमेशा उस चुंबकत्व का उल्लेख करते हैं जो एक चालू मात्रा के साथ एक प्रत्यावर्ती मात्रा जुड़ा हुआ है जिसे अधिष्ठापन के रूप से जाना जाता है तो चुंबकत्व में होने वाले चुंबकत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडक्शन तस्वीर में आता है या जो एक कंडक्टर से गुजरने के कारण तस्वीर में आ रहा है इसलिए यहां से में कहने में सक्षम होगा इसलिए में कहने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि आप यह जानते हैं कि N के पास आयाम के रूप में कुछ भी नहीं है इसलिए यहां आम तौर पर इंडक्शन को हेनरी में मापा जाता है तो यह अनिवार्य रूप से वेबर प्रति एम्पियर है जो हेनरी है इसलिए यहां से में इसे प्रति मीटर हेनरी के रूप में लिखने में सक्षम हूँ तो पारगम्यता की इकाई हेनरी प्रति मीटर है तो आप वास्तव में की समानता से इसे देख सकते हैं Fine इसलिए अगर मैं कुछ इस तरह से एक चुंबकीय सर्किट कर रहा हूं तो मुझे संभवतः ट्रांसफार्मर इस तरह अंकित करना चाहिए इसलिए मैं एक कोर लेने जा रहा हूं जो एक ट्रांसफॉर्मर कोर की तरह है लेकिन मैं बीच में छोटे छोटे एयर गैप लूँगा इसलिए मैंने बीच में छोटे छोटे से एयर गैप पेश किये है और अगर मैं इसके चारों ओर वाउंड कर लू तो ये हमें बतायेंगे कि N नंबर के कितने मोड़ हैं और मैं इसके माध्यम से करंट पास करने जा रहा हूं यह निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र लाइनों का निर्माण करेगा इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं शायद मैं इसे इस तरह देख सकता हूं कि यह इस तरह से घूमने वाली है और यह हवा के अंतर से भी जाएगी यहा कोई ओर तरीका नहीं है क्योंकि यह लौहचुंबकीय सामग्री के लिए खुद को यथासंभव सीमित करने की कोशिश करेगी अगर मैं कहता हूं कि यह कोर फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल से बना है तो इसकी पारगम्यता काफी अधिक होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा मैंने केवल एक ही दिखाई है लेकिन निश्चित रूप से कई संख्या में लाइनें होंगी और वे चीजें खुद को उतना ही सीमित कर लेंगी फेरोमैग्नेटिक सामग्री के लिए संभव है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सामग्री की पारगम्यता बहुत अधिक है अब मैं कह सकता हूं कि NI MMF की कुल उपलब्धता है मैग्नेटो मकसद बल magneto motive force - MMF चुंबकीय क्षेत्र लाइनों के उत्पादन में योगदान करने की उपलब्धता है अब अगर मैं चुंबकीय सर्किट की समग्र लंबाई को देखता हूं तो चुंबकीय सर्किट की लंबाई वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की लंबाई से मेल खाती है तो इसका मतलब है कि मुझे यह कहना होगा की शायद मुझे इस विशेष कोर की पूरी परिधि को देखना होगा और अगर मैं कहूं कि औसत परिधि L है तो मुझे मुख्य सामग्री की लंबाई कहनी चाहिए या मैं इसे दूसरी तरफ कहना चाहूंगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ L के बराबर है यह एल है इसलिए मुझे इस मामले में यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है हम कहते हैं कि मेरे पास इस कोर के लिए एक आयताकार क्रॉस सेक्शन है इस कोर के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र को A कहते हैं इस ए के माध्यम से लगातार मुझे बड़ी संख्या में प्रवाहित होने वाली लाइनें मिलेंगी अगर मैं कहता हूं कि कोर में बनने वाला औसत फ्लक्स घनत्व B के बराबर है तो मैं यह कहने जा रहा हूं कि समग्र प्रवाह B x A है जहां A कोर के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र है और मैं कह सकता हूं कि किस मामले में मुझे यह लिखने में सक्षम होना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं यह एक विद्युत सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच संबंध के समान है इसलिए हम यह कहने जा रहे हैं कि यदि मैं किसी विद्युत परिपथ की तुलना किसी चुंबकीय परिपथ से करता हूं तो विद्युत परिपथ में जो भी वोल्टेज स्रोत है MMF उसके अनुरूप होगा एक विद्युत परिपथ में जो भी आपका प्रवाह है फ्लक्स उसके अनुरूप होगा तो इसका मतलब है कि विद्युत परिपथ में वोल्टेज से करंट का अनुपात होता है जिसे हम प्रतिरोध या प्रतिबाधा कहते हैं हम उसी प्रकार MMF से फ्लक्स के अनुपात को अनिच्छा के रूप में कहेंगे इसलिए यह अनुपात जो भी हमें यहां मिला है वह या अनिच्छा के पारस्परिक होने वाला है तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि चुंबकीय सर्किट में अनिच्छा के बराबर है तो मैंने यहाँ क्या किया है हवा के अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करने के लिए मुझे इस मामले में हवा के अंतर को कम करना चाहिए मैं इसमें उसको शामिल करने जा रहा हूं इसीलिए मैं पहली बार में एयर गैप को शामिल कर रहा हूं छात्र हमें रिश्ता मिलता है mu equal to B by H प्राध्यापक देखें हम पूरी तरह से को प्राप्त नहीं कर रहे हैं हमने इसे प्राप्त नहीं किया है हमने मान लिया है कि ये एक कारण है और एक प्रभाव है और अंततः प्रभाव भौतिक संपत्ति पर निर्भर करता है और भौतिक संपत्ति पारगम्यता है इसलिए हम केवल इस संबंध के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि H और B एक दूसरे के सीधे आनुपातिक हैं जब तक कि भौतिक संपत्ति एक स्थिर है जो एक लोहे के मामले में स्थिर नहीं है जहाँ हम आएंगे हम अनिवार्य रूप से मान रहे हैं कि इसका कारण और प्रभाव है करंट इसका कारण है जो बह रहा है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रवाह इसका प्रभाव है हम यह मान रहे हैं की दोनों सीधे एक दूसरे से संबंधित हैं एक दूसरे के सीधे आनुपातिक हैं मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर रहा हूं और हम कह रहे हैं कि जब आप दोनों एक दूसरे के सीधे आनुपातिक होते हैं तो आनुपातिकता μ के निरंतर होती है देखें मूल रूप से हम कह रहे हैं कि BA हम इसे मूल रूप से लिख रहे हैं अब हम और को गुणा कर रहे हैं हमने इसे अपने मनमाने ढंग से किया है और इस तरह से मान रहे है फिर मुझे μ लिखना होगा उपर मुझे इसे A से गुणा करना है और नीचे से मुझे इसे L से गुणा करना है यही सब मैं कर रहा हूं इसलिए यहां से मैं यह लिख रहा हूं मुझे सिर्फ तीर लगाना चाहिए था मैं बराबर नहीं लिख रहा हूं मैं सिर्फ μ को A और H को l से गुणा कर रहा हूं और मैं B x A flux और लिख रहा हूं इसलिए हम अनिवार्य रूप से चुंबकीय सर्किटों के साथ आगे भी जारी रखेंगे लेकिन हम निम्नानुसार विद्युत और चुंबकीय सर्किटों के बीच समानता हैं इसलिए अगर मेरे पास मैग्नेटिक सर्किट में MMF है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF या वोल्टेज है चुंबकीय सर्किट में अगर मेरे पास प्रवाह है तो मेरे पास विद्युत सर्किट करंट है और चुंबकीय सर्किट की बात करे तो मैं इसे अनिच्छा के रूप में कहता हूं तो मैं दूसरे मामले में प्रतिबाधा या प्रतिरोध के रूप में बता रहा हूं और अगर मैं चुंबकीय सर्किट के मामले में फ्लक्स घनत्व बी कहता हूं उसी तरह मैं इसे करंट घनत्व के रूप में कह सकता हूं जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H में एक समतुल्य मात्रा नहीं है जो मैं विद्युत परिपथ में कहूंगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम MMF प्रति यूनिट लंबाई के रूप में कहते हैं जिसमें करंट बिजली के मामले में एक समान मात्रा नहीं है इसलिए हम शायद H के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट के मामले से थोड़ा अलग तरीके से निपटेंगे तो हम अगली कक्षा में हवा के अंतराल के साथ चुंबकीय सर्किट गणना पर जाएंगे